नमस्ते और mechanobiology को एनपीटीईएल पाठ्यक्रम परिचय की आज की व्याख्यान में आपका स्वागत है तो पिछले वर्ग में मैंने एक्टिन नेटवर्क्स के बल वेग संबंधों के बारे में चर्चा की थी इसलिए एक शाखा होने का लाभ यदि मैं एक कोशिका खींचता हूं तो यह आपका नाभिक है और कोशिका का ध्रुवीकरण माइक्रोट्यूबुल साइटोस्केलेटन द्वारा तय किया जाता है लेकिन आपके पास अपने ऐक्टिन फिलामेंट्स हैं जो विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का गठन कर रहे हैं इसलिए ये संरचनाएं जो आप देखते हैं कि आपके ऐक्टिन तनाव फाइबर हैं लंबे समय तक इंगित एक्सटेंशन हैं और उन्हें फिलोपोडिया कहा जाता है और शाखांकित नेटवर्क का यह हिस्सा लैमेलिपोडिया है तो एक्टिन फ़िलाओपोडिया के मामले में जिस तरह से विभिन्न प्रोटीनों से जुड़ा होता है उसी तरह से बनाम लैमेलिपोडिया के मामले में अलग होता है लैमेलिपोडिया में एक्टिन अधिक शाखित है तो शाखांकित नेटवर्क फ़िलाओपोडिया में एक्टिन अधिक बंडल होता है तो सेल प्रवास में एक्टिन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसलिए हम अध्ययन और चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे ऐक्टिन कोशिकाओं के प्रवास के निर्देशन में भाग लेता है इसलिए इसके लिए हमें पहले उन विभिन्न कदमों पर ध्यान देना चाहिए जो सेल माइग्रेशन में शामिल हैं सेल माइग्रेशन में अगर मैं साइड व्यू खींचना चाहता था तो मुझे पहले सब्सट्रेट आकर्षित करने दें और ये आपके सब्सट्रेट हैं आपकी सेल कई आसंजन द्वारा एंकर anchor हुए है एक पहले कदम के रूप में आप क्या है ऐक्टिन पॊ़ट्रट्यूशन है तो सेल के अग्रणी किनारे पर पहली बात जो होता है वह यह है कि आपके पास कोशिका का विस्तार है इसलिए यह सब्सट्रेट बना हुआ है मैं पूरे सेल को नहीं खींच रहा हूंआपके पास ऐक्टिन पॊ़ट्रट्यूशन है दूसरा कदम पर आप गठन देख सकते हैं दूसरे कदम के लिए मैं पूरे सेल बनाया है एक बार फिर यह एक पॊ़ट्रट्यूशन है तो पहले आपके पास फोकल आसंजन था यहां यहां और यहां आपके पास भी एक आसंजन का निर्माण होता है नया आसंजन बनता है तो पहले आपके पास पॊ़ट्रट्यूशन है फिर आपके पास आसंजन है इसलिए आसंजन इस फलाव को बाद में चरण 3 और 4 में स्थिर करता है तो चरण 3 में आपके पास कोशिका शरीर का स्थानांतरण होता है और अंत में चरण 4 में आपके पास डी आसंजन होता है तो डी आसंजन क्या है और मैं आपके लिए डी आसंजन का चित्र बनाऊंगा तो यह आसंजन पीछे के किनारे पर टूट जाता है और परिणामस्वरूप एक कोशिका आगे बढ़ती है अब आगे आज के लिए सवाल यह है कि हम अध्ययन कर सकते है कैसे actin बहुलकीकरण सेल प्रवास के लिए योगदान देता है तो यह स्पष्ट है कि यदि आपके पास दीवार के खिलाफ एक फिलामेंट है तो चलती कोशिका के मामले में दीवार क्या है दीवार कोशिका झिल्ली के अलावा कुछ भी नहीं है और झिल्ली का यह तनाव तंतुओं को बल देता है इसलिए हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में जानते हैं मैंने विवर्तन लिमिटेड नामक शब्द को पेश किया था ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के तहत एक एकल मोनोमर को देखना असंभव है इसलिए आप इसे उन वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं जो 250 नैनोमीटर से कम हैं इसलिए अगर मुझे फिलामेंट का चित्र बनाना हो तो कल्पना कीजिए कि मैंने एक एक्टिन फिलामेंट तैयार किया है इसलिए यह ऐक्टिन फिलामेंट और मोनोमर है तो चलिए मान ले कि यह दूरी 250 नैनोमीटर है आप किसी भी घटना को नहीं देख सकते हैं जैसे इस दिशा में जाने वाले मोनोमर या एक मोनोमर यहां जोड़ा जा रहा है क्योंकि इन घटनाओं को देखना असंभव है लेकिन यदि आप फिलामेंट लेबल करते हैं तो आपको पूरे फिलामेंट को लेबल करना होगा तो फिर यह पूरी चीज लाल हो जाएगी और इस मामले में भी आप व्यक्तिगत मोनोमर स्तर के बहुलीकरण या डी बहुलीकरण की घटनाओं को नहीं देख सकते हैं हम एक दृष्टिकोण कैसे कर सकते हैं कि हम प्रोटीन गतिशीलता की कल्पना करने में सक्षम हों इसलिए यदि आप विकसित दृष्टिकोणों में से किसी एक की कल्पना करना चाहते हैं तो उसे फ्लोरेसेंस स्पेक्ल माइक्रोस्कोपी या FSM कहा जाता है तो इस तकनीक क्या करता है कि हम सरल मामले में मान ले कि एक फिलामेंट है या यहां तक कि कहे कि यह एक microtubule है जो पूरी तरह से लेबल है उस मामले में आपके पास गतिशीलता को ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं है लेकिन हम कहते हैं कि आप निम्नलिखित प्रयोग करते हैं जिसमें आप बिना किसी अनलेबल्ड फिलामेंट लेते हैं इसलिए यह एक अनलेबल माइक्रोट्यूबुल है और आपके पास ये सभी उप इकाइयां हैं जो अनलेबल हैं और बिना लेबल वाली उप इकाइयों के इस मिश्रण के भीतर आप कुछ लेबल वाली उप इकाइयां जोड़ते हैं इसलिए यह एक छोटा प्रतिशत है इसलिए हम यह कहें कि यदि इस मामले में लेबलिंग का प्रतिशत 10 प्रतिशत था तो मोटे तौर पर आप देखेंगे लेबल क्षेत्रों काले क्षेत्रों के साथ interspaced हैं जो हम देख नहीं सकते लेकिन यदि आप लेबलिंग की एकाग्रता को काफी कम करें तो आपको एक प्रतिशत लेबलिंग मिलेगा तो अब आप संपूर्ण संरचना नहीं देखते हैं लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि संरचना क्या है तो आप इनमें से कई डॉट्स देख सकते हैं कि ये डॉट्स क्या दर्शाते हैं तो इन डॉट्स को स्पेकल कहा जाता है जहांफ्लोरोसेंट रूप से लेबल की गई उप इकाइयां एक साथ क्लस्टर हुए हैं इसलिए इन धब्बे को छवि देने के लिए इमेजिंग स्पेकलस के लिए सहयोग की अवधि उप इकाइयों के सहयोग की आपकी अवधि एक फ्रेम पर कब्जा करने के लिए आवश्यक समय से बराबर या बड़ी होनी चाहिए तो इस फ्लोरोसेंट स्पेकल माइक्रोस्कोपी होने का क्या फायदा है मैंने इस विशेष फिलामेंट को खींचा है और यह ऐक्टिन फिलामेंट या माइक्रोट्यूबुल फिलामेंट हो सकता है इसलिए मैंने जानबूझकर विभिन्न आकारों के डॉट्स तैयार किए हैं क्योंकि इन स्पेकलस का मौका या आकार अलग अलग होगा क्योंकि यह संघ पूरी तरह से यादृच्छिक है लेकिन एक बार जब आप इस स्पेकल्स ज्यामिति को देखते हैं तो आप यह ट्रैक कर सकते हैं कि जानकारी के दो टुकड़े हैं जिन्हें आप इससे निर्धारित कर सकते हैं इसलिए आप प्रत्येक स्पेकल को ट्रैक कर सकते हैं और स्पेकल आंदोलन को और स्पेकल आकार को ट्रैक कर सकते हैं अगर स्थानीय स्तर पर हमें कहना है कि अगर इस विशेष धब्बा आकार में बढ़ रहा है तो मैं जानता हूं कि कुछ पॉलीमराइजेशन घटना चल रहा है तो धब्बेदार आयामों में वृद्धि पोलीमराइज़ेशन घटनाओं से जुड़ी हुई है तो एक अर्थ में स्पेकल का आकार टर्नओवर से जुड़ा हुआ है अगर हम कहते हैं कि अगर हमने एक सेल को स्टॆऩ किया है और यह कल्पना करे कि यह एक तनाव फाइबर नेटवर्क है और यह एक सेल का हिस्सा है जहां आप इस सेल में तनाव फाइबर देखते हैं यदि यह कोशिका को धब्बेदार माइक्रोस्कोपी में चित्रित किया जाता है तो आप देखेंगे कि हालांकि आप पूरी संरचना नहीं देखेंगे आप धब्बेदार माइक्रोस्कोपी से इन फिलामेंट्स के अभिविन्यास को मापने में सक्षम होंगे तो इसी तरह अगर आपके आसंजन इस कोशिका के लिए कहते हैं आपके पास है जो धब्बेदार माइक्रोस्कोपी की तरह थे तो आपको जो मिला होगाकिआपको अभी भी एक विचार मिलेगा कि आसंजन कहाँ हैं लेकिन स्थैतिक जानकारी के लिए आसंजन में अब केवल धब्बेदार माइक्रोस्कोपी का उपयोग करके आप गतिशील जानकारी तक नहीं पहुंच सकते हैं तो अब हम कहते हैं कि आप माइग्रेटिंग कोशिकाओं में इमेजिन एक्टिन डायनामिकक्स के लिए स्पेकल माइक्रोस्कोपी का उपयोग करते हैं आप यह पूछना चाहते हैं कि माइग्रेटिंग सेल में एक्टिन डायनेमिक्स की प्रकृति क्या है इसलिए यदि आपके पास सेल है मान लीजिए एक वर्ग मैं आपके पास पूरे सेल है तो आप एक कोने में ज़ूम कर सकते हैं और यदि आप धब्बा छवियों को देखेंगे तो आप टन के हिसाब से तुम इन बिंदीदार कणों या धब्बा को देखेंगे इसलिए किसी भी मात्रात्मक जानकारी हासिल करने के लिए आपको स्थानिक स्थिति और प्रत्येक धब्बेदार की तीव्रता में उतार चढ़ाव को ट्रैक करने के लिए एल्गोरिदम विकसित करने की आवश्यकता है तो यह कोई मतलब काम नहीं है लेखक गॉडर्न डैन्यूसर एक गणितज्ञ हैं जिन्होंने प्रतिदीप्ति स्पेक माइक्रोस्कोपी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो अगर आपका अब सवाल यह है कि यदि आप इस धब्बेदार माइक्रोस्कोपी करते हैं तो धब्बों की गति की प्रकृति क्या है तो क्या पाया गया है कि हमें कहना है कि आप इस सेल के किनारे को देख रहे हैं तो मैं यह करता हूं कि बजाय धब्बे की dotting और प्लांटिंग मैं धब्बे की समग्र गति को प्लॉट करूंगा इसलिए जो देखा गया है वह यह है कि यह धार जो मैंने थोड़ा बड़ा खींचा है वास्तव में स्पेकल आंदोलन का वितरण किया गया है तो आप जो देख रहे हैं वह माइग्रेटिंग सेल में स्पेक्ल मूवमेंट है इसलिए यह वह दिशा है जो इस समय की ओर बढ़ रही कोशिका की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है तो आप जो देखते हैं वह यह है कि धब्बेदार की दो आबादी या धब्बेदार व्यवहार या आंदोलन के दो क्षेत्र हैं परिधि में यह वह क्षेत्र है जोन एक धब्बे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जोन दो के धब्बे धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन स्थिरता में सभी धब्बे अंदर की ओर ले जाने के स्थानांतरित करते हैं इसलिए सेल बाहर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है और इस दिशा में सेल के धब्बे अंदर की ओर बढ़ रहे हैं तो इस गति आवक प्रवाह को प्रतिगामी एक्टिन प्रवाह के रूप में जाना जाता है इसलिए आपके पास उन सभी स्पेकल्स के लिए प्रतिगामी ऐक्टिन है जो अंदर की ओर चले जाते हैं यही कारण है कि प्रतिगामी या पिछड़े कहा जाता है तो जिस दिशा में कोशिकाएं आगे बढ़ रही हैं और आपके पास कोशिका की परिधि में तेजी से आगे बढ़ने वाले धब्बे की तुलना में पिछड़ा हुआ है उस क्षेत्र की चौड़ाई जहां धब्बे तेजी से बढ़ रहे हैं लगभग एक से दो माइक्रोन है इसलिए परिधि में चौड़ाई में एक से दो माइक्रोन और फिर कोशिका के केंद्र की ओर धीमी गति से चलने वाले धब्बे होते हैं दूसरी बात जो उन्होंने पाई वह यह है कि आपके पास प्रतिगामी प्रवाह के दो क्षेत्र हैं आप यह भी कर सकते हैं कि आप तीव्रता के उतार चढ़ाव को ट्रैक कर सकते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि लंबाई के साथ तीव्रता में उतार चढ़ाव कैसे बदलता है इसलिए क्या देखा गया था और एक बार फिर मैंने जो किया है वह यह है कि लाल तीव्रता वृद्धि से मेल खाता है या दूसरे शब्दों में यह बहुलीकरण घटना का प्रतीक है और हरा एक डी बहुलीकरण घटना से मेल खाता है इसलिए फिर से इसके आधार पर मैं पूरे सेल को दो क्षेत्रों में अलग कर सकता हूं सेल परिधि का क्षेत्र जहां तेजी से प्रतिगामी प्रवाह प्रदर्शित करने वाले धब्बे में धब्बे की एक परत थी जो बहुलीकरण का संकेत था और इसके ठीक बगल में डी बहुलीकरण की एक परत थी और फिर धीमी गति से धब्बेदार क्षेत्र के भीतर अंदर आप दोनों लाल और हरे रंग के डॉट्स का मिश्रण देख सकते है इसलिए बहुलीकरण और डी बहुलीकरण दोनों है इसलिए लेखकों ने उच्च बहुलीकरण और डी बहुलीकरण और तेज प्रतिगामी प्रवाह के इस क्षेत्र को नाम दीया इसलिए यह वह क्षेत्र है जिसे वे लैमेलिपोडिया के रूप में संदर्भित करते हैं और इस जोन के इंटरनल जोन को लामेला कहा जाता है तो लैमेला क्या है यह धीमी प्रवाह और पंचाट या मिश्रित कारोबार पैटर्न का एक क्षेत्र है इसलिए आपके पास दो जोन हैं जो शारीरिक रूप से अलग प्रतीत होते हैं लेमेलिपोडिया जिसमें तेज प्रतिगामी प्रवाह और उच्च कारोबार के साथ धब्बे हैं और दूसरा धीमी गति और पंचाट टर्नओवर पैटर्न का क्षेत्र है तो यह पता चलता है कि आपके पास इन दो क्षेत्रों है जो सही एक दूसरे के बगल में हैं लेकिन शायद शारीरिक रूप से अलग क्षेत्र हैं इसलिए वे जो देखते और जांचते वह यह था कि कुछ प्रमुख प्रोटीनों ऐक्टिन से जुड़े प्रोटीन का स्थानिक स्थानीयकरण क्या है और उन्होंने जो पाया वह Arp 23 था जो ऐक्टिन की ब्रांचिंग से जुड़ा हुआ है वह लैमेलिपोडिया में मौजूद है इसी तरह कोफिलिन एक कैपिंग प्रोटीन है जो ऐक्टिन डी बहुलीकरण में योगदान देता है और यह लैमेलिपोडिया में भी मौजूद है इसके विपरीत मायोसिन II जो वास्तव में ऐक्टिन फाइबर पर खींचता है पहले लामेला में समृद्ध है और वही ट्रोपोमायोसिन था जो लैमिना में भी मौजूद था इसलिए संक्षेप में आपके पास दो क्षेत्र हैं जो अलग प्रतिगामी प्रवाह विशिष्ट कारोबार प्रदर्शित करते हैं और आणविक रूप से अलग भी हैं इसलिए यह सुझाव देते हुए कि इन दोनों क्षेत्रों में कुछ गतिशीलता होनी चाहिए जो भिन्न है इसके साथ मैं अपना व्याख्यान आज रोक देता हूं और अगले दिन यहां से जारी रखूंगा धन्यवाद